तो मान लीजिए कि हमारे पास दो ग्रे सतह का घेरा है हमारे पास दो ग्रे सतह का घेरा है ठीक तो यह सतह 1 है जिसे तापमान T1 पर बनाए रखा जाता है और मान लें कि उस सतह का क्षेत्रफल A1 है और हम कहते हैं कि उत्सर्जन epsilon1 है ठीक और इसी तरह आपके पास एक और सतह है जो T2 A2 और epsilon2 ठीक है तो मैं इन दो सतहों के बीच शुद्ध विकिरण विनिमय का पता लगाना चाहता हूं ठीक है कितने प्रतिरोध हैं छात्र 6 6 यह 6 क्यों है ठीक तो हर सतह ठीक है तो मान लीजिए कि यदि पहली सतह के ब्लैकबॉडी विकिरण का काला तापमान Eb1 है और दूसरी सतह का ब्लैकबॉडी विकिरण Eb2 है ठीक अब अगर मैं दोनों को एक ही तापमान पर रख दूं तो उत्सर्जन क्या होगा ठीक है या आपस में विकिरण विनिमय क्या होगा मान लीजिए कि मैं इसे उसी तापमान पर बनाए रखता हूं ठीक है पूरी सतह एक ही Isothermal तापमान पर बनी रहती है तो विकिरण विनिमय क्या होगा यह कुल मात्रा सही है हम J1 और J2 को J1 और J2 को देख रहे हैं तो इसका क्या कार्य है यह तापमान का कार्य है और कुछ भी या वह है यह कुल मात्रा है तो यह सभी कोणों पर एकीकृत है और यह सभी तरंग दैर्ध्य पर एकीकृत है तो यह केवल तापमान का कार्य है तो यदि यह तापमान का एक फलन है तो आपस में विकिरण विनिमय क्या होगा आपस में नेट रेडिएशन एक्सचेंज 0 होगा राइट चूंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्सर्जित होने वाली मात्रा बिल्कुल समान होती है और इसलिए शुद्ध विकिरण विनिमय होता है ध्यान दें कि आपके पास एक छोटा अंतर तत्व हो सकता है जिसका दृश्य कारक यहां एक और अंतर तत्व के साथ भिन्न हो सकता है लेकिन नेट अपने भीतर पूरी सतह पर विकिरण विनिमय 0 होने जा रहा है क्योंकि आप इसे एक स्थिर तापमान पर बनाए रख रहे हैं इसलिए प्रतिरोधों की कुल संख्या घटकर तीन हो जाएगी तो ये J1 J2 और Eb2 के साथ होंगे ओके ये प्रतिरोध क्या हैं यह प्रतिरोध क्या है यह प्रतिरोध क्या है 1 माइनस 1 माइनस epsilon1 pi A1 epsilon1 और इस प्रतिरोध के बारे में क्या है 1 by A1 F12 और यह 1 माइनस epsilon2 by A2 epsilon2 है ठीक तो अब केवल प्रतिरोध अवधारणा पर आधारित है इसलिए यदि q1 सतह 1 से दो सतहों के बीच शुद्ध विकिरण विनिमय है तो q2 क्या होगा q2 तो यह सतह 1 दायीं ओर के संबंध में शुद्ध विकिरण विनिमय है Q1 क्या है q ऊष्मा की वह मात्रा है जो या तो 1 से निकलती है या इसे सतह एक पर आपूर्ति की जाती है ताकि एक स्थिर तापमान बनाए रखा जा सके तो तब q2 क्या होना चाहिए यह माइनस q सही होगा क्योंकि यह सिर्फ दो सतह हैं और दोनों को स्थिर तापमान पर बनाए रखा जाता है तो पहले साधारण ऊर्जा संतुलन से यह होगा q2 ऋणात्मक q के बराबर होगा ठीक है तो यहाँ से माइनस q q2 के बराबर q1 के बराबर है इसलिए प्रतिरोध नेटवर्क के आधार पर आप इसे केवल Eb1 माइनस Eb2 के रूप में लिख सकते हैं जो कुल प्रतिरोध से विभाजित है तो प्रतिरोध श्रृंखला में हैं तो कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग है इसलिए इसलिए q सिग्मा T1 होगा जो T1 to the power of 4 T2 to the power of 4 को A1F12 द्वारा 1 से विभाजित करता है ऊप्स प्लस 1 माइनस epsilon1 द्वारा A1 epsilon1 epsilon2 द्वारा A2 epsilon2 तो इन दो सतहों के बीच शुद्ध विकिरण विनिमय ठीक है तो आइए हम यहां थोड़ा सरलीकरण जोड़ें मान लीजिए कि यदि घेरे एक दूसरे के समानांतर हैं मान लीजिए कि दो सतह समानांतर और असीम रूप से लंबी हैं ठीक है तो अगर यह समानांतर और असीम है तो यह अनिवार्य रूप से एक समानांतर प्लेट है तो आपके पास समानांतर प्लेटें हैं और इसे T2 पर बनाए गए तापमान T1 पर बनाए रखा जाता है और उत्सर्जन epsilon1 epsilon2 है और क्षेत्र A1 और A2 ठीक है इसलिए यदि यह असीम रूप से समानांतर है तो आप मान सकते हैं कि ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के बराबर हैं इसलिए इसलिए यह वही प्रणाली है जिसे हमने कुछ समय पहले देखा था सिवाय इसके कि यह अब असीमित समानांतर लंबी और समानांतर है और इसलिए विकिरण विनिमय अभी भी वही हो सकता है सिग्मा T1 to the power of 4 T2 to the power of 4 को 1 से A1 और A2 से विभाजित किया जा सकता है इसलिए हम इसे वहां ले जा सकते हैं इसलिए यदि मैं कहूं कि समानांतर प्लेट का क्षेत्रफल A है तो वह 1 by F12 प्लस 1 माइनस epsilon1 by epsilon1 होगा F12 क्या है यह 1 है क्योंकि सतह 2 से जो भी विकिरण निकलता है उसे सतह 1 से देखना होता है इसलिए इसलिए शुद्ध विकिरण विनिमय एक सिग्मा T1 to the power of 4 minus sigma T2 to the power of 4 को 1 प्लस 1 से epsilon1 माइनस 1 epsilon 2 माइनस 1 से विभाजित करेगा तो यह A सिग्मा T1 to the power of 4 को epsilon1 द्वारा 1 से माइनस 1 में विभाजित किया जाता है जो कि दो ग्रे सतहों के बीच शुद्ध विकिरण विनिमय है तो ध्यान दें कि यदि वे एक ब्लैक बॉडी हों उत्सर्जन 1 सही हैं यह एक ब्लैक बॉडी उत्सर्जन है 1 तो यदि यह एक ब्लैक बॉडी की सतह होना है तो ब्लैक बॉडी है तो उत्सर्जन 1 हैं और इसलिए यह केवल सिग्मा A into T1 power 4 माइनस T2 to the power of 4 है यह शास्त्रीय संबंध है जिसे आप सभी ने देखा है तो याद रखें कि जब आपके पास विकिरण विनिमय होता है जो असीम रूप से समानांतर होता है और व्यू फैक्टर 1 होते हैं तो यह दो सतहों के बीच विकिरण विनिमय होता है यदि यह एक ब्लैक बॉडी होना था तो यह उस अभिव्यक्ति से स्पष्ट रूप से सामने आता है जिसे हमने वास्तव में प्राप्त किया था यह एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे आपको जांचना चाहिए जब भी आपके पास वास्तविक सतह हो जब भी आप वास्तविक सतह के लिए शुद्ध विकिरण विनिमय प्राप्त करते हैं तो यह वास्तव में संबंधित संबंध की जांच करने के लिए उपयोगी होता है और देखें कि क्या यह वास्तव में संबंधित ब्लैकबॉडी संबंध के लिए उबलता है यदि आप मान लें कि सभी उत्सर्जन 1 हैं ठीक यह जानने के लिए यह एक बहुत अच्छा थंब रूल है यदि आप F12 को 1 के रूप में रखते हैं तो यह समानांतर हो जाता है यह सावधान रहेगा कि आप epsilon को 1 के रूप में रख सकते हैं जो कि सही है फिर सतहें ब्लैकबॉडी हैं लेकिन फिर यदि आप F12 को 1 के रूप में रखते हैं तो आपको क्षेत्रों को 1 भी रखना होगा बराबर होना 1 सही नहीं आप समझते हैं इसलिए वे क्षेत्र और दृष्टिकोण कारक स्पष्ट रूप से सहसंबद्ध हैं आप दोनों को पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते हैं और मान सकते हैं कि उनमें से प्रत्येक के लिए कुछ सन्निकटन हैं क्षेत्र बदलने जा रहा है तो व्यू फैक्टर पर कुछ प्रभाव पड़ता है क्योंकि व्यू फैक्टर में पहले से ही पूरे क्षेत्र का अभिन्न अंग होता है तो क्षेत्र को पहले से ही व्यू फैक्टर में ध्यान में रखा जाता है तो हम इस विकिरण शील्ड के थोड़ा और विस्तार को देखने जा रहे हैं ठीक है तो यह किसी भी विकिरण प्रणाली के परिमाणीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक परमाणु रिएक्टर है ठीक है तो अब आप नहीं चाहते कि कोई भी विकिरण सिस्टम से बाहर लीक हो आप नहीं चाहते कि विकिरण लीक हो क्योंकि यह खतरनाक है ठीक है तो विकिरण में क्या होता है जब यह लीक होता है कि विशेष रूप से मनुष्यों के लिए प्रभावित होने वाली पहली चीजों में से एक थायराइड ग्रंथि है तो आप जानते हैं कि आप में से कितने लोगों ने थायराइड ग्रंथि के बारे में सुना है तो सबसे पहली चीज जो हमें प्रभावित करती है वह है थायरॉयड ग्रंथि जो शरीर में मौजूद आयोडीन के कारण होती है तो आयोडीन का रेडियोधर्मी समस्थानिक एक ऐसी चीज है जिसे बहुत आसानी से चालू किया जा सकता है इसलिए जब भी विकिरण के संपर्क में आता है तो पहली चीज जो ट्रिगर होती है वह वास्तव में सामान्य आयोडीन है जो हमें आयोडीन के रेडियोधर्मी रूप में परिवर्तित कर देती है और इसलिए यह थायरॉयड ग्रंथि को बहुत आसानी से दर्द देता है इसलिए यही कारण है कि जब कोई विकिरण होता है तो कुछ चीजें जो आम तौर पर की जाती हैं वे लोगों को बहुत सारा दूध पीने के लिए कहते हैं जो कि फिर से विकिरण मुक्त दूध है तो कि किसी तरह थायरॉयड ग्रंथि की रक्षा करने के लिए लग रहा था मुझे नहीं पता कि कैसे लेकिन किसी तरह यह करता है तो यह एक बात है और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि गर्दन को जितना हो सके ढक कर रखें क्योंकि थायरॉइड ग्रंथि वास्तव में यहीं गर्दन में बैठी होती है तो ये दो सामान्य सुझाव दिए गए हैं तो वैसे भी विकिरण ढाल वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप नहीं चाहते कि विकिरण परमाणु रिएक्टर या किसी अन्य प्रणाली से बाहर निकल जाए जहां विकिरण सक्रिय है तो जिस तरह से यह किया जाता है आइए हम एक बहुत ही सरल मामला लेते हैं निश्चित रूप से एक वास्तविक नेत्र प्रणाली वास्तविक नेत्र प्रणाली इतनी सरल नहीं है तो जिस तरह से विकिरण ढाल वास्तव में डिज़ाइन की गई है वह उस सतह के उत्सर्जन के साथ खेलकर है ठीक इसलिए हम यहां केवल ग्रे सतहों को देखेंगे निश्चित रूप से एक सामान्य सतह के लिए सभी संबंधों को प्राप्त किया जा सकता है लेकिन हम इस पाठ्यक्रम में ऐसा नहीं करेंगे ठीक है तो जिस तरह से यह किया जाता है हम सतह की उत्सर्जन विशेष रूप से उत्सर्जन हम सतह के गुणों को बदलते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सतह है जो तापमान T1 पर बनी हुई है और मान लें कि आपके पास एक और सतह है जिसका उत्सर्जन epsilon1 है और यह उस विशेष सतह के अंदर विकिरण उत्सर्जित कर रहा है मान लीजिए कि दूसरी तरफ कोई विकिरण नहीं है या हम कहें कि दूसरी तरफ एक रिएक्टर बैठा है तो जो प्रासंगिक है वह केवल विकिरण है जो उस विशेष वस्तु की बाहरी सतह से उत्सर्जित होता है जिसे हम देख रहे हैं और हम कहते हैं कि यह प्राप्त करने वाली वस्तु है जिसे हम तापमान T2 पर कहते हैं और उत्सर्जन epsilon2 है इसलिए हमें दूसरी सतह को उत्सर्जित विकिरण प्राप्त करने से बचाने के लिए बीच में कुछ रखने की आवश्यकता है या सतह 1 से प्राप्त विकिरण को कम से कम 0 नहीं किया जा सकता है लेकिन आप इसे जितना संभव हो उतना कम कर सकते हैं और जिस तरह से यह किया जाता है क्या आप एक सीमित मोटाई की सामग्री डालते हैं एक सतह जो बीच में है मान लीजिए कि यह एक समानांतर प्लेट है ठीक है फिर अगर हम उत्सर्जन कहते हैं तो मैं इस सतह को 3 कहता हूं जो कि हम तापमान T3 कहते हैं तो मैं सतह बनाता हूं शायद मैं सतहों दो सतहों को किसी अन्य तरीके से पेंट करता हूं या मैं उस सतह की सतह खुरदरापन को इस तरह बदलता हूं कि एक ही वस्तु के दो पक्षों की उत्सर्जन अलग अलग हो इसलिए मैं एक ऐसी प्रणाली बनाता हूं जहां एक तरफ की उत्सर्जन एक ही वस्तु के दूसरे पक्ष की उत्सर्जन से पूरी तरह अलग होती है तो इस तरह मैं वास्तव में विकिरण की कुल मात्रा को कम कर सकता हूं जो वास्तव में 1 से 2 तक स्थानांतरित होती है ऐसा क्यों है क्योंकि विकिरण का आदान प्रदान करने के लिए या सतह से विकिरण उत्सर्जित करने के लिए सतह द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोध सतह के गुण जैसे उत्सर्जन पर निर्भर करता है तो हम जानते हैं कि सतह द्वारा पेश किया गया प्रतिरोध क्षेत्र समय epsilon 1 माइनस epsilon है इसलिए epsilon के मूल्य के साथ खेलकर हमें उस विशेष वस्तु की बाहरी सतह से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की कुल मात्रा को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए यदि आप इसे चिह्नित करना चाहते हैं तो हम अब प्रतिरोध नेटवर्क अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं यहां कितने प्रतिरोध हैं इस प्रणाली के लिए कितने प्रतिरोध हैं तो सतह 1 द्वारा उत्सर्जित विकिरण के लिए एक प्रतिरोध है सतह 1 और सतह 2 के बीच विनिमय के लिए एक प्रतिरोध है जो इस सतह का सामना कर रहा है और फिर 3 से 31 के सतह प्रतिरोध से विनिमय होता है और उनकी सतह का प्रतिरोध 32 और 2 सतहों और अन्य 1 के बीच प्रतिरोध तो वे पूरी तरह से 6 प्रतिरोध हैं इसलिए यह Eb1 है और यह Eb2 ठीक है यह J1 J2 J3 है जो उस तरफ है जो सतह 1 का सामना कर रहा है और यह Eb3 होगा जो कि संबंधित ब्लैकबॉडी विकिरण है तीसरी सतह और यह J32 है और यह J2 है अब यहाँ निश्चित रूप से मैंने मान लिया है कि तीसरी सतह में चालन के लिए प्रतिरोध नगण्य है दीवार विकिरण जो वास्तव में 1 से 2 तक जाती है वह 3 से होगी 0 है हाँ यह सही है व्यू फ़ैक्टर 0 है व्यू फैक्टर के कारण ठीक अब मान लीजिए कि आपके स्थान पर ढाल 2 सतहों को पूरी तरह से कवर नहीं करती है तो 1 और 2 के बीच आदान प्रदान होगा तो यह A 1 एप्सिलॉन 1 द्वारा 1 माइनस एप्सिलॉन 1 है यह A1 F13 से 1 है यह एप्सिलॉन 31 द्वारा 1 माइनस एप्सिलॉन 3 है A1 A3 एप्सिलॉन31 द्वारा तो ध्यान दें कि उत्सर्जन अब अलग अलग पक्षों पर अलग अलग है तो आपको इसका हिसाब देना होगा कि प्रतिरोध में A3 epsilon32 द्वारा 32 और A2 A3 F32 द्वारा 1 है और A2 epsilon2 द्वारा 1 माइनस epsilon2 होगा ठीक है तो अब हम पहली और दूसरी सतह के बीच शुद्ध विकिरण विनिमय पा सकते हैं तो वह Eb1 माइनस Eb2 होगा जो R कुल से विभाजित होगा यदि आपके पास श्रृंखला में प्रतिरोध हैं जो कि कुल प्रतिरोध है और इसलिए R जो कि सिग्मा T1 टू दी पावर 4 सिग्मा T2 टू दी पावर 4 तक 1 माइनस एप्सिलॉन1 से A1 एप्सिलॉन 1 प्लस 1 को A1F13 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन31 से विभाजित किया जाएगा A1 एप्सिलॉन T1 A3 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन32 by A3 एप्सिलॉन32 प्लस 1 by A3F32 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन2 by A2 एप्सिलॉन2 ठीक है तो F13 और F32 क्या है यह एक समानांतर प्लेट व्यू फैक्टर है जो 1 सही है तो इसलिए F13 बराबर F32 बराबर 1 और A1 बराबर A3 के बराबर A2 ठीक है इसलिए यदि आप इन सभी कारकों में प्लग इन करते हैं तो आप पाएंगे कि शुद्ध विकिरण विनिमय q को सिग्मा T1 टू दी पावर 4 माइनस T2 टू दी पावर 4 को 1 से epsilon1 प्लस 1 माइनस epsilon31 द्वारा epsilon31 1 माइनस से विभाजित किया जाता है epsilon32 द्वारा epsilon32 ठीक है मेरा मतलब है कि दो सतहों 1 और 2 के बीच शुद्ध विकिरण विनिमय है तो स्पष्ट रूप से आप इसे एप्सिलॉन 31 और एप्सिलॉन 32 को ट्विक फेरबदल करके देख सकते हैं आप वास्तव में 1 और 2 के बीच शुद्ध विकिरण विनिमय को कम कर सकते हैं तो यह इस विकिरण ढाल का उपयोग करने की अवधारणा है इसलिए मुझे लगता है कि रुकना एक अच्छी बात है तो विकिरण में कुछ छोटे विषय हैं जिन्हें हम अगले व्याख्यान में समाप्त करेंगे तो 1 पुनर्विकिरण सतह है और 1 अगले का प्रभाव माध्यम का प्रभाव है तो अब तक हमने कभी नहीं सोचा कि 2 सतहों के बीच मौजूद माध्यम का क्या प्रभाव हो सकता है इसलिए हम अगले व्याख्यान में इसकी मात्रा निर्धारित करने का प्रयास करेंगे